हमने पिछले लेक्चर में देखा कि सिंटेक्स पार्सिंग किस तरह किया जाता है और हमने context free ग्रामर के बारे में भी बात की अब हम देखेंगे कि context free ग्रामर को पार्सिंग के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा आइए देखते हैं एक सिंपल ग्रामर का इस्तेमाल किस तरह सीएफजी में होता है ग्रामर में किसी भी एक वाक्य में एक नाउन फ्रेज और उसके बाद एक वर्ब फ्रेज या एक एक्जिलेरी और उसके बाद नाउन फ्रेज और उसके बाद वर्ब फ्रेज या सिर्फ एक वर्ब फ्रेज होते हैं नाउन फ्रेज एक डिटरमाइनर और उसके बाद एक नॉमिनल भी हो सकता है इस तरह से सभी संभावनाओं को यहां दिखाया गया है और यह लैक्सिकल में प्रि टर्मिनल से टर्मिनल जो वर्ड्स है बन रहे हैं तो देखिए यहां यह एक ग्रामर दिखाया गया है अब इस ग्रामर का इस्तेमाल करके बहुत से वाक्य बनाए जा सकते हैं उदाहरण के लिए एक वाक्य द मैन रीड दिस बुक तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं कि द मैन रीड दिस बुक अब ग्रामर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा जिससे यह वाक्य जनरेट हो जाए तो इस वाक्य को लिखना होगा कि द मैन रीड दिस बुक मैं यहां यह जल्दी से पेपर पर कर देता हूं अब यह वाक्य हो सकता है कि एक नाउन फ्रेज और उसके बाद एक वर्ब फ्रेज या एक एक्जिलेरी और उसके बाद नाउन फ्रेज और उसके बाद वर्ब फ्रेज या सिर्फ एक वर्ब फ्रेज यहां यह ऑग्ज़ीलियरी या वर्ब से शुरू नहीं हो रहा है इसलिए यह एक नाउन फ्रेज के बाद वर्ब फ्रेज ही होगा इसलिए मुझे एक नाउन फ्रेज से शुरू करना होगा और उसके बाद वर्ब फ्रेज लगाना होगा मैं यह मानकर चलता हूं कि द मैन नाउन फ्रेज है और रीड दिस बुक वर्ब फ्रेज होगा आगे क्या डेरिवेशन होगा नाउन फ्रेज द मैन होना चाहिए इसलिए मुझे कुछ डिटरमाइनर नॉमिनल चाहिए यहां मैं कहूंगा डिटरमाइनर नॉमिनल और वर्ब फ्रेज और डिटरमाइनर से नॉमिनल मिल जाएगा नॉमिनल से नाउन नाउन से शब्द मैन मिल जाएगा कुछ ही कदमों में मुझे मिल जाएगा नॉमिनल वर्ब फ्रेज फिर नाउन वर्ब फ्रेज और यदि मैं इसे पूरा करना चाहता हूं तो मैं कहूंगा द मैन वर्ब फ्रेज अब वर्ब फ्रेज मुझे डेराइव करना है रीड दिस बुक इसलिए वर्ब फ्रेज से वर्ब और नाउन फ्रेज से कुछ इस तरह हां वर्ब फ्रेज वर्ब ओर नाउन फ्रेज में जाएगा मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और द मैन वर्ब नाउन फ्रेज वर्ब से रीड मिल जाएगा द मैन रीड नाउन फ्रेज और अब नाउन फ्रेज से दिस बुक डेराइव करना है तो मुझे नॉमिनल के लिए डिटरमाइनर फिर से लिखना होगा यह डिटरमाइनर बन जाएगा द मैन रीड डिटरमाइनर नॉमिनल और अब यह बन जाएगा दिस और इससे मुझे नाउन मिल जाएगा और इससे मिलेगा बुक और इससे पूरा वाक्य द मैन रीड दिस बुक मिल जाएगा इस तरह ग्रामर का इस्तेमाल करके एक वाक्य डेराइव किया जा सकता है अब यह डेरीवेशन मिल जाने के बाद मैं इस डेरीवेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं यह दिखाने के लिए कि किस तरह इस ग्रामर के अनुसार किसी वाक्य को कैसे किसी सिंटेक्स ट्री में जनरलाइज किया जा सकता है तो पार्स ट्री को दिखाने के लिए इसी डेरीवेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है तो यह है मेरा डेरीवेशन और पार्स ट्री की मदद से इस डेरिवेशन को दिखाया गया है इस वाक्य में आपने NP VP डेराइव किया NP से डिटरमाइनर और नॉमिनल VP से वर्ब और नाउन फ्रेज नाउन फ्रेज इस तरफ तो यही एगजैक्टली मेरा डेरिवेशन था और यही आपने मेरे ग्रामर में इस सेंटेंसवाक्य के लिए किया तो इससे तुरंत ही हम जान सकते हैं कि पार्सिंग क्या है मुझे एक ग्रामर दिया गया है और मेरी भाषा में वाक्य दिया गया है तो इस वाक्य के लिए हमें जानना होगा कि इसका पार्स ट्री कैसा होगा और वे अनोखा पार्स नहीं हो सकते हैं वे कई पार्स ट्री हो सकते हैं तो मेरे ग्रामर के अनुसार दिए गए वाक्य के लिए पार्सिंग की प्रवर्ब सभी संभावित पार्स ट्री का पता लगाना है इसलिए उन सभी ट्री का पता लगाएं जिनकी रूट स्टार्ट सिंबल एस है क्योंकि मुझे अपने Context free ग्रामर में स्टार्ट वेरिएबल से शुरू करना है और जो इनपुट में मौजूद शब्दों को कवर करते हैं अब मैं किन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए पार्सिंग करूंगा मान लीजिए कि मेरा वाक्य है बुक दैट फ्लाइट तो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं मेरे पार्स में यह 3 लीफ के नोड्स होने चाहिए बुक दैट और फ्लाइट और एस आप स्टार्ट नोड पर हैं और फिर मुझे सभी संभावित नियमों का पता लगाना होगा जैसे कि एक ऐसा ट्री जिसमें एस रूट नोड के रूप में शुरू करके और बुक दैट फ्लाइट केवल 3 नोड 3 लीफ नोड है तो हाँ ट्री के पास एक एस रूट नोड के रूप में होना चाहिए जो मुझे बताता है कि मैं इसे कम से कम 2 अलग अलग तरीकों से देख सकता हूं पहला है टॉप डाउन ऊपर से नीचे जिसमें आप एस से शुरू कर सकते हैं और मेरे ग्रामर के अनुसार सभी संभावित ट्री का पता लगाने की कोशिश करें कि क्या कोई ऐसा ट्री है जो मुझे केवल लीफ के नोड्स बुक दैट फ्लाइट दे सकता है यही है टॉप डाउन ऊपर से नीचे दूसरा है बॉटम अप नीचे से ऊपर मैं बुक दैट फ्लाइट से शुरू करता हूं उन शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ ऊपर जाता हूं जो नॉन टर्मिनल हैं और फिर देखता हूं कि क्या इस कॉन्बिनेशन से कोई पूर्ण ट्री बन सकता है जो कि S से शुरू होता है इसलिए ये 2 अलग अलग तरीके हैं और हम इसी पर चर्चा करेंगे कि दिए गए ग्रामर के लिए हम टॉप डाउन या बॉटम अप का पार्सिंग के लिए कैसे उपयोग करें तो आइए हम इस ग्रामर को लेते हैं तो आपके कुछ नियम हैं तो बाएं हाथ की ओर मुख्य रूप से नॉन टर्मिनलों और प्रिटर्मिनलों के लिए नियम हैं और दाहिने हाथ की ओर लेक्सिकॉन के लिए हैं प्रिटर्मिनलों से टर्मिनल डेराइव होते हैं अब इस ग्रामर का उपयोग करते हुए आप बुक दैट फ्लाइट के लिए पार्स का पता लगाना चाहते हैं और हम इस पार्स ट्री को खोजने के लिए टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों तरीके का उपयोग करेंगे तो हाँ यह भी अपेक्षित ट्री है बुक दैट फ्लाइट यह आपकी पूरी वर्ब फ्रेज है यह एक वर्ब और नाउन फ्रेज से शुरू हो रहा है तो बुक एक वर्बवर्ब है और यह दैट फ्लाइट नाउन फ्रेज नाउन फ्रेज है इसलिए मैं दिए गए ग्रामर का इस्तेमाल करके पार्स ट्री बनाना चाहता हूं और यह मैं टॉप डाउन तरीके का उपयोग करके एक डिटरमाइनर तरीके से कैसे करूं तो मैं कैसे शुरू करूँ इसलिए मुझे अपने स्टार्टिंग नोड रूट नोड से टॉप डाउन की तरफ शुरू करना है और अपने ग्रामर का उपयोग करते हुए मैं यह देखूंगा कि इस समय वह कौन से विभिन्न संभावित नियम हो सकते हैं जो नीचे की तरफ जाते हुए लागू किए जा सकते हैं तो एक शुरुआत यह मानकर करें कि इनपुट एस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है फिर उन ट्री का पता लगाएं जो एस से शुरू होते हैं बाएं हाथ की तरफ दिए गए नियमों को देखते हुए क्योंकि वह क्या सब अलग अलग चीजें हैं जो एस डेराइव कर सकता है अब जब आप अपने ट्री में नीचे की ओर जा रहे हैं तो एक बार जब आप पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ग प्राप्त करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या यह शब्द लीफ के नोड्स से मेल खाता है यदि यह मेल नहीं खा रहा है तो आप वापस जाएंगे और किसी अन्य पाथ का प्रयास करेंगे और अगर कोई ट्री हैं जहां पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ग लीफ नोड्स में शब्दों से मेल नहीं खा रहा है तो आपको मिलेगा तो हम देखते हैं इसलिए मैं S से शुरू कर रहा हूं अब मेरा पहला नियम क्या है तो एस से अलग अलग नियम क्या हैं तो पहला नियम है कि एस NP VP के पास जा सकता है तो मैं क्या करूंगा मैं उस पाथ को तलाशने की कोशिश करूंगा ढूंढने से NP VP मिला NP से अब अगला संभावित नियम क्या है तो NP का अगला नियम है NP मुझे प्रोनाउन दे सकता है NP मुझे प्रोनाउन दे सकता है फिर से मैं इसे और जानने की कोशिश करूंगा प्रोनाउन मुझे बताता है कि प्रोनाउन पहला शब्द होगा अब प्रोनाउन प्रिटर्मिनल है अब पहली प्री टर्मिनल क्या है बुक इसलिए प्रोनाउन मुझे कभी बुक नहीं दे सकता बुक एक प्रोनाउन नहीं है इसलिए यह हिस्सा सही नहीं है तो मैं NP से वापस जाऊंगा मैं कुछ अन्य पाथ को उजागर करने की कोशिश करूंगा तो NP मुझे एक प्रॉपर नाउन भी दे सकता है तो आप देखते हैं कि ये मेरे ग्रामर में सीक्वेंस में नियम हैं एक NP मुझे एक प्रोनाउन दे सकता है NP मुझे प्रॉपर नाउन दे सकता है तो फिर से प्रॉपर नाउन एक प्री टर्मिनल है जो मुझे बुक नहीं दे सकता है इसलिए फिर से मैं इस पाथ को स्वीकार नहीं कर सकता इसलिए मैं वापस जाऊंगा अगला नियम है जहां NP मुझे एक डिटरमाइनर और उसके बाद नॉमिनल देता है तो फिर से पहला शब्द दैट होना चाहिए इस वाक्य में जो कि एक डिटरमाइनर है लेकिन पहला शब्द बुक है जो कोई डिटरमाइनर नहीं है तो फिर से यह पाथ सही नहीं है अब हम ग्रामर में देखते हैं कि कोई दूसरा नियम नहीं है जहां NP बाएं हाथ की तरफ है इसका मतलब है मुझे अब इनिशियल एजमशन मानी हुई बात पर वापस जाना होगा कि S से NP VP प्राप्त होगा तो मुझे अगली संभावना को आज़माना होगा क्योंकि मेरे ग्रामर के अनुसार अगली संभावना है कि S मुझे ऑग्ज़ीलियरी उसके बाद नाउन फ्रेज उसके बाद वर्ब फ्रेज दे सकता है तो मुझे ऐसा करने दो तो S मुझे ऑग्ज़ीलियरी नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज देगा फिर ऑग्ज़ीलियरी क्या है ऑग्ज़ीलियरी एक प्री टर्मिनल है जो मुझे बुक नहीं देता है तो फिर से यह हिस्सा सही नहीं है और ऑग्ज़ीलियरी मुझे कुछ और देता है तो फिर से मैं वापस जाता हूं और एस से कुछ और कोशिश करता हूं और केवल शेष चीज VP है तो S मुझे VP देता है अब मैं अपने ग्रामर पर जाऊंगा VP से क्या नियम हैं VP मुझे एक वर्ब दे सकता है जो पहली चीज है वीपी मुझे एक वर्ब देता है ठीक अब वर्ब मुझे बुक भी देती है जो कि यहाँ मेल खाता है लेकिन मेरे वाक्य में अन्य 2 शब्दों का क्या होगा दैट फ्लाइट वर्ब मुझे बुक देता है लेकिन दैट फ्लाइट इस ट्री में नहीं है तो यह एक वैध ट्री नहीं है हाँ एस से शुरू होने वाला कोई दूसरा नोड नहीं है जो दैट फ्लाइट को दर्शाता है इसलिए यह फिर से एक वैध ट्री नहीं है इसलिए मैं VP के साथ कुछ और करने की कोशिश करूंगा तो अगली संभावना है वर्ब के बाद NP वर्ब के बाद NP अब वर्ब मुझे बुक देती है खैर अब NP से मुझे दैट फ्लाइट चाहिए अब फिर से NP से मैं प्रोनाउन प्राप्त कर सकता हूं प्रोनाउन मुझे दैट नहीं दे सकता हाँ तब मुझे प्रॉपर नाउन मिल सकती है यह भी मुझे दैट नहीं देगा फिर मैं NP से डिटरमाइनर और उसके बाद नॉमिनल प्राप्त कर सकता हूं और दैट एक डिटरमाइनर है और नॉमिनल से मैं नाउन तक जा सकता हूं और यह मुझे फ्लाइट दे सकता है तो इसका मतलब है कि इन सभी अन्वेषणों को व्यवस्थित रूप से करके मैं एक पार्स ट्री बना सकता हूं जो S से शुरू होता है और इन लीफ नोड्स को कवर करता है जो मेरे इनपुट बुक दैट फ्लाइट में हैं तो यह मेरी टॉप डाउन पार्सिंग स्ट्रेटेजी है तो उम्मीद है कि स्पष्ट है इसलिए हमें S से शुरू होने वाले सभी नियमों को दिया जाता है और कुछ क्रम में पता लगाने का प्रयास किया जाता है आप इसे ले सकते हैं आप उसी क्रम में पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें वह आपको दिया गया है आप उन्हें उस क्रम में रखने का प्रयास कर सकते हैं जिसमें वे वास्तव में लैंग्वेज में उपयोग किए जाते हैं तो जो एक दूसरे की तुलना में अधिक संभावित है वह भी है लेकिन फिर से आप देख सकते हैं कि इसके लिए बहुत अधिक स्टेप्स की आवश्यकता है इसलिए आप ऐसे पाथ तलाश रहे हैं जो शायद पूरे पार्स ट्री की ओर कभी नहीं जाएंगे तो यह यह बहुत निश्चित दृश्य स्थान की आवश्यकता हो सकती है तो हम उस समस्या को लेने की कोशिश करेंगे कि हम उससे कैसे बच सकते हैं तो यह मेरी टॉप डाउन पार्सिंग थी अब मैं बॉटम अप पार्सिंग में क्या करता हूं टॉप डाउन में मैं S से शुरू करता हूं बॉटम अप में मैं अपने लीफ के नोड्स से शुरू करूंगा मैं बुक दैट फ्लाइट से शुरुआत करूंगा और मैं अपने ट्री को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि कौन सा पाथ मुझे पूरा ट्री दे सकता है यदि वह S से शुरू हो रहा है तो पार्सर इनपुट के शब्दों से शुरू होता है और ग्रामर के एक बार में एक नियम लागू करके शब्दों से ट्री बनाने की कोशिश करता है और पार्सर पार्स की प्रगति में उन स्थानों की तलाश करता है जहां दाहिने हाथ की तरफ के नियम फिट हो सकते हैं टॉप डाउन में हम हमेशा बाएं हाथ की ओर देख रहे थे अगर वर्तमान नॉन टर्मिनल बाएं हाथ की तरफ क्या नियम है इसलिए उसी तरह से मैं दाहिने हाथ की ओर जनरेट करने की कोशिश करूंगा यहां मैं देख रहा हूं कि मेरे पास पहले से ही दाहिने हाथ की तरफ क्या है मैं तदनुसार अपने ग्रामर में एक नियम का चयन करूंगा तो चलिए हम बॉटम अप पार्सिंग करते हैं तो मेरे पास वाक्य है बुक दैट फ्लाइट मैं अपने ग्रामर में ऐसे नोड्स की तलाश करना शुरू करूंगा जो इसे जनरेट कर सकते हैं तो मैं बुक से शुरू करता हूं और पहला नियम है कि शब्द बुक नाउन है तब मैं नाउन तक जाता हूं और कहता हूं कि नॉमिनल मुझे नाउन देता है ठीक है और नॉमिनल मुझे नाउन के बाद नॉमिनल दे सकता है इसलिए मैं अपने ट्री को ऊपर की ओर ले जा रहा हूं लेकिन अब मैं नाउन पर पहुंचता हूं जो एक प्री टर्मिनल है और नाउन मुझे दैट नहीं देगी तो दैट नाउन नहीं है तो यह असंगति है इसलिए मुझे वापस जाकर देखना होगा नॉमिनल से अगला संभावित नियम क्या है इसलिए मुझे नॉमिनल से ऐसा डेराइव करना होगा जिसके बाद PP आए तो याद रखें हम देख रहे हैं कि यह किस नियम में दाहिने हाथ की तरफ होता है और उसी के अनुसार मैं प्रोडक्शन लूंगा नॉमिनल मुझे नॉमिनल और उसके बाद PP देता है अब क्या PP मुझे दैट फ्लाइट दे सकता है इसलिए PP से इसलिए दैट से मैं ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता हूं मैं डिटरमाइनर देखता हूं डिटरमाइनर इस नियम के दाहिने हाथ की तरफ में आता है NP मुझे डिटरमाइनर नॉमिनल देता है और फ्लाइट फिर से मैं इसे ऊपर की तरफ बढ़ता हूं यह मुझे नाउन देता है एक नॉमिनल मुझे नाउन दे सकता है तो यह एक अच्छा ट्री दिखता है लेकिन क्या अब मैं PP को NP से जोड़ सकता हूं इसलिए S अगर मैं NP से ऊपर जाता हूं तो मैं कहूंगा कि S मुझे NP और उसके बाद VP दे सकता है इससे एक समस्या पैदा होती है कि इस वर्ब फ्रेज में कुछ भी नहीं है इसलिए यह मुझे किसी भी लीफ के नोड तक नहीं ले जा सकता है तो यह मान्य नहीं है अगर मैं इस हिस्से में जाता हूं तो क्या PP n डिटरमाइनर और NP से जुड़ी हो सकती है फिर से मेरे ग्रामर में कोई नियम नहीं है कि PP डिटरमाइनर और उसके बाद NP हो सकता है इसलिए मुझे फिर से वापस जाना होगा दाहिने हाथ की तरफ मिले कुछ अन्य पाथ को आज़माने की कोशिश करें VP S S और डिटरमाइनर नॉमिनल और नाउन फ्रेज वे मुझे क्या दे सकते हैं फिर से S यह काम नहीं करता है इसलिए मैं VP के साथ कुछ और करने की कोशिश करता हूं तो मैं कहता हूं कि VP मुझे VP देता है और उसके बाद एक प्रीपोजीशनल फ्रेज फिर से प्रीपोजीशनल फ्रेज मुझे डिटरमाइनर और उसके बाद एक नाउन फ्रेज नहीं देता है यह काम नहीं करेगा फिर से एक स्टेप नीचे जाएं तो पहले मैं कह रहा था कि VP एक वर्ब को प्राप्त कर रहा है अब मैं कह रहा हूं कि VP एक वर्ब और उसके बाद एक NP को प्राप्त करता है क्या यह काम करता है हां अगर मैं इस VP को इस वर्ब और इस नाउन फ्रेज से जोड़ सकता हूं और फिर मैं कह सकता हूं कि S इस VP को प्राप्त कर सकता है और यह मुझे पूरा पार्स ट्री देता है तो यह मेरी बॉटम अप स्ट्रेटजी है मैं लीफ में दिए गए शब्दों के साथ शुरू करता हूं मेरे ग्रामर में नियम क्या है यह देखते हुए उन्हें ऊपर की तरफ बढ़ाने की कोशिश करें जहां यह दाहिने हाथ की तरफ आता है इसी तरह मैं यहां और इसी तरह से देखूंगा और अंत में क्या मैं उन्हें S से शुरू होने वाले एक ट्री के रूप में बना सकता हूं और आखिरकार वह स्ट्रेटजी मुझे यह विशेष ट्री देती है तो अगर हम बस टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप तरीकों को लिखें तो हम क्या देखते हैं इसलिए जो हम टॉप डाउन देख रहे थे हम हमेशा देख रहे थे कि यह नॉन टर्मिनल बाएं हाथ की ओर दिखाई देता है और मैं तुरंत प्रोडक्शन करता हूं तो क्या होता है कि मैं x करता हूं मैं हमेशा उन विकल्पों का पता लगा सकता हूं जो कभी भी पूर्ण पार्स नहीं करेंगे मुझे हमेशा ऐसे विकल्प मिल सकते हैं जो मुझे केवल एक शब्द देंगे इसलिए सभी विकल्प मुझे दिए गए थे कि टॉप डाउन स्ट्रेटजी में जो एक पार्स S से शुरू हो रहा है लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ विकल्प मुझे एक विशेष पार्स ट्री दे रहे हैं जहां सभी शब्द कवर नहीं हैं या कुछ अतिरिक्त शब्द कवर किए गए हैं इसलिए इस वास्तविक सुधार में वास्तविक वाक्य का ध्यान नहीं रखा गया है तो बॉटम अप में यह बिल्कुल विपरीत है इसलिए इसमें हम हमेशा पहले शब्दों को देख रहे हैं और आप वे पाथ का पता लगाएंगे जो पूरे वाक्य को कवर कर रहे हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस पार्स के साथ आप आते हैं वह पूर्ण पार्स नहीं है क्योंकि यह S रूट से शुरू नहीं होता है तो वह एक पूर्ण पार्स नहीं हो सकता है और इस तरह के नमूने दोनों टॉप डाउन और बॉटम अप तरीके में हैं तो आप देख रहे हैं आप अनुभव कर रहे हैं ऐसे बहुत से पार्स को जो शायद मूल्यवान नहीं हैं और यह दोनों दिशाओं में मेरे ग्रामर के आधार पर निर्भर करता है तो इस समस्या से बचने के लिए और एक एल्गोरिथ्म प्राप्त करने के लिए जो पॉलिनॉमियल समय में काम करता है तो आप कुछ डायनेमिक प्रोग्रामिंग तरीके का उपयोग करेंगे इसलिए हम इस कोर्स में डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बहुत उपयोग कर रहे हैं तो हम उस का उपयोग करते हैं डिस्टेंस एडिट करने में फिर हम उस का उपयोग करते हैं एल्गोरिथ्म की कोडिंग में अब हम देखेंगे कि इसका उपयोग कैसे एक कुशल पार्सिंग एल्गोरिथ्म प्राप्त करने के लिए किया जाए इसलिए विचार यह है कि क्या हम उन सभी विभिन्न संभावनाओं की खोज करने के बजाय कुछ मध्यवर्ती परिणामों को कैश कर सकते हैं जो उचित नहीं हैं तो यह कैशिंग करके मैं Context free ग्रामर के लिए एक पॉलिनॉमियल समय पार्सिंग एल्गोरिथ्म प्राप्त कर सकता हूं और अलग अलग डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथ्म हैं जो दोनों टॉप डाउन और बॉटम अप हैं और वे लगभग n क्यूब समय के क्रम में काम कर सकते हैं जहां n मेरे इनपुट स्ट्रिंग में शब्दों की संख्या मेरे वाक्य की लंबाई है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पार्सिंग के लिए अलग अलग क्या तरीके हैं तो एक बहुत लोकप्रिय एल्गोरिथ्म CKY एल्गोरिथ्म है जो बॉटम अप तरीके से काम करता है तो आप इसे अलग अलग शब्दों के लिए करेंगे फिर आप 2 शब्दों के लिए और इसी तरह का क्रम करेंगे यह आप पर है आप पूरे 6 वाक्य तक जाएं और यह केवल एक चीज है कि इसे ग्रामर के कुछ नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता है आप यह भी देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है फिर अरली पार्सर है जो फिर से बहुत लोकप्रिय है जो टॉप डाउन तरीके से काम करता है इसे ग्रामर के किसी भी नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है और यह CKY एल्गोरिदम की तुलना में थोड़ा अधिक कठिन है और एक जेनेरिक फ्रेमवर्क है जो एक चार्ट पार्सर कहलाता है जहां वाक्य में अलग अलग फ्रेजों के लिए देखा जाता है कि कौन से संभावित ट्री हैं इन्हें चार्ट में बनाए रखा जाता है और उच्च स्तर के ट्री के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए यह इन दोनों टॉप डाउन और बॉटम अप तरीकों का संयोग है इसलिए हम केवल CKY एल्गोरिथ्म पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि हम इसका उपयोग कैसे कुशल पॉलिनॉमियल समय में पार्सर का पता लगाने के लिए करते हैं तो यह CKY एल्गोरिथ्म कैसे काम करता है अब इससे पहले हमने देखा है कि इसके लिए ग्रामर के नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता है तो वह क्या है इसलिए CKY एल्गोरिथ्म लागू करने के लिए मेरे ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नामक एक नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित किया जाना चाहिए और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में क्या कंस्ट्रेंट्स है तो कंस्ट्रेंट्स यह है कि मेरे ग्रामर के सभी प्रोडक्शन इन 2 रूपों में से एक होने चाहिए यह या तो दाहिने हाथ की तरफ 2 नॉन टर्मिनल या दाहिने हाथ की तरफ एक टर्मिनल सिंबल हो तो इसका क्या मतलब है context free ग्रामर में एक नियम इस फॉर्म का है जहां A गामा को जाता है यहां A एक नॉन टर्मिनल है और गामा टर्मिनलों और नॉन टर्मिनलों का एक क्रम हो सकता है यह सामान्य CFC प्रोडक्शन रूल है तो चॉम्स्की के नॉर्मल फॉर्म के मामले में क्या होता है नियम इन 2 रूपों में से एक होने के लिए विवश हैं A B C पर जाता है ये सभी नॉन टर्मिनल हैं या A स्मॉल ए पर जाता है a एक टर्मिनल है इसलिए बाएं हाथ की तरफ हमेशा एक समान एक नॉन टर्मिनल ही होता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि आप दाहिने हाथ की तरफ कुछ कंस्ट्रेंट्स डालते हैं तो यह या तो 2 नॉन टर्मिनल हो सकता है या केवल एक टर्मिनल इसलिए CKY एल्गोरिथ्म को लागू करने के लिए मुझे अपने ग्रामर को किसी सामान्य context free ग्रामर से चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में बदलना होगा तो इसके लिए क्या स्टेप्स चाहिए वे हैं हमारे मामले के लिए क्या आवश्यक हैं इसलिए हम यह भी देखेंगे कि हम सभी संभावित फ्रेजों को कैसे संग्रहीत करते हैं CKY एल्गोरिथम में एक त्रिकोणीय तालिका में उनके पार्स क्या हैं तो मुझे जल्दी से दिखाने दो कि कैसे हम एक ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित करते हैं इसलिए बाएं हाथ की तरफ हमारे पास एक ग्रामर है और मैं उसे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित करना चाहता हूं तो क्या आप जल्दी से पता लगा सकते हैं कि कौन से ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं हैं इसलिए ये सभी एक नॉन टर्मिनल हैं जो मुझे एक टर्मिनल दे रहे हैं हाँ इन सभी मामलों में इसलिए वे प्री टर्मिनल से टर्मिनल हैं वे हमेशा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होते हैं हां एक नॉन टर्मिनल मुझे एक टर्मिनल देता है अब मुझे ऊपर की तरफ जाने दो इसलिए PP मुझे प्रीपोजीशन और उसके बाद एक नाउन फ्रेज देता है फिर से एक नॉन टर्मिनल ने मुझे CNF में 2 नॉन टर्मिनल दिए यह भी CNF में है यह भी CNF में है लेकिन यह नियम CNF में नहीं है VP वर्ब को जाता है एक नॉन टर्मिनल दूसरा नॉन टर्मिनल देता है तो मैं वास्तव में इसे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कैसे बदलूं इसलिए विचार यह होगा कि मैं यह पता लगाऊंगा कि यह कौन से टर्मिनल डेराइव करता है तो वर्ब बुक इंक्लूड और प्रेफर डेराइव करता है इसलिए इस नियम के बजाय मैं एक नया नियम जोड़ूंगा वर्ब फ्रेज मुझे बुक इंक्लूड और प्रेफर देता है और यह ही स्ट्रेटजी है इसी तरह यहां यह CNF में है यह CNF में है इस नियम के बारे में क्या नॉमिनल नाउन को जाता है फिर से मुझे पता करना होगा कि कौन सी अलग अलग चीजें हैं जो नाउन डेराइव करता है बुक फ्लाइट मील और मनी और मैं एक नियम जोड़ूंगा नॉमिनल डेराइव करता है बुक फ्लाइट मील और मनी यह CNF में है तो यहाँ फिर से NP प्रोनाउन को जाता है मुझे पता करना होगा कि प्रोनाउन आई ही शी मी को जाता है तो NP मुझे आई ही शी मी देता है S VP में जाता है फिर से CNF में नहीं है तो VP मुझे वर्ब देता है और वर्ब NP भी तो मुझे इन नियमों को जोड़ना होगा S वर्ब NP में जाता है S VP NP में जाता है S प्रीपोजिशन NP को जाता है साथ ही VP को वर्ब के लिए जाना जाता है अब इसे अगले नियम में ले जाता है VP वर्ब बुक इंक्लूड और प्रेफर को जाता है और जो नियम मैं जोड़ूंगा वह है S बुक इंक्लूड और प्रेफर को जाता है S का NP VP में जाना ठीक है लेकिन मैं इस नियम के साथ क्या करूं S ऑग्ज़ीलियरी NP और VP को जाता है तो इस तरह के नियम के लिए S ऑग्ज़ीलियरी NP और VP को जाता है जहां एक एकल नॉन टर्मिनल प्री नॉन टर्मिनलों को प्राप्त करता है तो मैं क्या करूं मैं कुछ नए नॉन टर्मिनलों को गढ़ता हूं इसलिए मैं कहूंगा कि ऑग्ज़ीलियरी नाउन फ्रेज मिलकर नए टर्मिनलों जैसे X1 को बनाते हैं तो मेरा ग्रामर क्या होगा यह होगा S X1 और उसके बाद VP को जाता है और X1 ऑग्ज़ीलियरी और उसके बाद NP होगा और यह इस नियम के बराबर है और अब यह मेरे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है इसलिए विचार यह है कि जब भी आपके पास एक नियम होता है जहां आपके पास 2 या 2 से अधिक नॉन टर्मिनल होते हैं तो आप उन्हें इस तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं कि यह एक नॉन टर्मिनल है और यह दूसरा नॉन टर्मिनल है जिसे आप फिर से ज़रूरत पड़ने पर आगे तोड़ सकते हैं और यह एक सरल तरीका है और अगर हमारे पास इस तरह एक नियम है जैसे A B को जाता है और B C को जाता है तो आप इन 2 को लेते हैं a c को जाता है यह एक टर्मिनल है और यह भी कि यदि B कुछ और है तो आपको इस सबका ध्यान रखने की जरूरत है हां जो हमने वहां पर लिया था जिसे हमने इस विशेष उदाहरण में देखा इसलिए अब अगर मैं इस ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित करता हूं तो यह ऐसा दिखेगा तो आप देखते हैं कि यहाँ S VP को जाता है के अब कई नियम हैं S वर्ब NP को जाता है S VP NP को जाता है और S बुक इंक्लूड और प्रेफर को जाता है और इसी तरह अन्य मामले के लिए भी इसलिए इस लेक्चर में हमने देखा था कि हम टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप एप्रोच का उपयोग करते हुए एक साधारण पार्सिंग कैसे करते हैं लेकिन वे बहुत कुशल नहीं हैं इसलिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पार्सिंग एप्रोच का उपयोग करके क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हम CKY एल्गोरिथम देख रहे हैं तो आप एक कुशल पार्सिंग के लिए CKY एल्गोरिदम का उपयोग कैसे करते हैं लेकिन CKY एल्गोरिथ्म को कुछ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता होती है और हमने देखा कि कैसे हम एक ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित करते हैं तो अगले लेक्चर में हम इस चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक नए दिए हुए स्ट्रिंग के लिए हम CKY एल्गोरिथ्म का उपयोग करते हुए पार्स करते हैं